R का उपयोग करते हुएMCDMतकनीकों के पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है पिछले कुछ व्याख्यानों में हमने AHP पद्धति के बारे में बात की है जो कि एनालिटिक पदानुक्रम प्रक्रिया है अब इस विशेष व्याख्यान में हम एक और MCDM पद्धति पर अपनी चर्चा शुरू करने जा रहे हैं जो कि है तो हम शुरू करते हैं तो हमारा मतलब क्या है यह वास्तव में अंग्रेजी में इसका मतलब है कि वास्तविकता पद्धति को समाप्त करना और पसंद करना यह वास्तव में रॉय 1965 1968 द्वारा विकसित किया गया था संक्षेप में इसे ELECTRE के रूप में संदर्भित किया जाता है और AHP की तरह यह भी आउट्रैंकिंग विधियों की श्रेणी के अंतर्गत आता है AHP की तरह इस विशेष पद्धति में भी विकल्पों की जोड़ीदार तुलना की आवश्यकता होती है हालाँकि निश्चित रूप से कुछ फायदे और नुकसान होने वाले हैं इस विशेष विधि को ELECTRE को अपेक्षाकृत जटिल विधि माना जाता है इसका मुख्य कारण यह है कि इस विशेष विधि में कई तकनीकी मापदंडों पर विचार किया जाता है और साथ ही अपनाए जाने वाले एल्गोरिदम को अन्य MCDM विधियों की तुलना में थोड़ा जटिल माना जाता है हम AHP के चरणों से गुज़रे हैं और एक बार जब हम ELECTRE विधि की प्रक्रिया के माध्यम से इन चरणों पर चर्चा करते हैं तो हमें पता चलेगा कि जटिलता उच्च पक्ष पर थोड़ी है और तकनीकी मानकों की संख्या जो निर्णय निर्माताओं को निर्दिष्ट करने की आवश्यकता है ऊँची तरफ हालाँकि उन बिंदुओं को देखते हुए ELECTRE के कुछ फायदे हैं एक यह है कि यह मापदंड के बीच मुआवजे से बचता है इसलिए कोई भी क्षतिपूर्ति प्रभाव जो हमें अन्य तकनीकों में करना पड़ सकता है जो कि इलेक्ट्रा में यहां से बचा जाता है दूसरा फायदा अगर कोई सामान्यीकरण प्रक्रिया है जो वास्तव में डेटा को विकृत कर सकती है इसलिए AHP में हमने जो चर्चा की थी उसके समान ही जहां हमने कहा था कि सामान्यीकरण प्रक्रिया में भाजक उस वितरण मोड में बदल सकता है जिसके बारे में हमने पिछले व्याख्यान में बात की थी इसलिए हमने इस बारे में बात की कि आदर्श विधा को अपनाया जा सकता है जहाँ सामान्यीकरण प्रक्रिया में हर विकल्प के रूप में सबसे अच्छे विकल्प का उपयोग किया जा सकता है ताकि इस पूरी प्रक्रिया को वास्तव में ELECTRE विधि के मामले में टाला जा सके और मानदंड के बीच क्षतिपूर्ति भी हो सके आमतौर पर AHP में भी एक मानदंड की तुलना दूसरों के साथ की जाती है ताकि क्षतिपूर्ति प्रभाव हो हमें कुछ मानदंड ऊंचे करने होंगे और अन्य को कमतर आंकना होगा तो इस खास तरीके से उस तरह की चीजों से भी बचा जाता है अब जिस प्रकार की समस्या का समाधान किया जा रहा है उसके आधार पर अलग अलग ELECTRE तरीके विकसित किए गए थे चुनाव समस्या रैंकिंग समस्या छँटाई समस्या इसलिए सभी प्रकार की समस्या के लिए अलग अलग ELECTRE विधियां उपलब्ध हैं और जो समस्या हम ले रहे हैं उसके आधार पर हमें उचित तरीके से विधि को चुनना होगा तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करते हैं जिन्हें आप जानते हैं कि कैसे का उपयोग करें AHP पर हमारी चर्चा को देखते हुए और इस पाठ्यक्रम के परिचयात्मक भाग में हमारी चर्चा को देखते हुए जहां हमने इस बारे में बात की थी कि MCDM की सभी तकनीकों के बीच यह पता लगाना थोड़ा मुश्किल है कि किसी दिए गए निर्णय के लिए कौन अधिक उपयुक्त या अधिक उपयुक्त होगा संकट तो यहMCDMतकनीकोंMCDM विधियों में एक सामान्य मुद्दा है हालाँकि हम कुछ खास बिंदुओं पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हमें उस समय के संदर्भ में संकेत देंगे जब MCDM पद्धति के रूप में ELECTRE का उपयोग किया जा सकता है इसलिए यदि दो से अधिक मानदंड हैं तो बेशक इलेक्ट्रा का उपयोग किया जा सकता है यदि मानदंड अलग अलग इकाइयों में व्यक्त किए जाते हैं जैसे कि एक विशेष मानदंड को अवधि में मापा जा रहा है तो दूसरे को किसी अन्य इकाई भार या किसी चीज़ में मापा जा रहा है एक अन्य मानदंड को मीटर या सेंटीमीटर में मापा जा रहा है इसलिए इस तरह का परिदृश्य है यदि मापदंड अलग अलग इकाइयों में मापा या व्यक्त किया जा रहा है तो ELECTRE विधि उपयुक्त हो सकती है जिस तरह से चरणों को अपनाया जाता है उस तरह से अंतर्निहित गणित का प्रदर्शन किया जाता है इस विशेष समस्या को दूर किया जा सकता है मानदंड के बीच क्षतिपूर्ति प्रभाव को बर्दाश्त नहीं किया जाना है इसलिए पिछली स्लाइड में हमने इस बारे में बात की थी कि ELECTRE के फायदों में से एक यह है कि हम मापदंड के बीच मुआवजे से बच सकते हैं इसी बात को दूसरे तरीके से यहाँ रखा जा सकता है कि यदि हम मापदंड के बीच क्षतिपूर्ति प्रभाव को सहन नहीं करना चाहते हैं तो हम भी ELECTRE विधि के लिए जा सकते हैं एक और स्थिति तब हो सकती है जब उदासीनता और वरीयता सीमा की आवश्यकता होती है जब हम विकल्पों के बीच तुलना करते हैं और यदि हमारी कुछ सीमाएँ कुछ शर्तें कुछ सीमाएँ हैं जिनका उपयोग हम उन तुलनाओं को करने में करना चाहते हैं तो हम भी ELECTRE का उपयोग कर सकते हैं क्योंकि यह विशेष रूप से इन प्रकार के मापदंडों के लिए पूछती है उदासीनता और वरीयता थ्रेसहोल्ड इसलिए यहां उप बिंदुओं का भी उल्लेख किया गया है उदाहरण के लिए तुच्छ छोटे अंतर को अनदेखा करना यदि दो विकल्प हैं और उन विकल्पों के प्रदर्शन में अंतर छोटा है जिसे हम अनदेखा करना चाहेंगे तो हम इसे उदासीनता की दृष्टि से निर्दिष्ट कर सकते हैं इसी तरह दो विकल्पों के प्रदर्शन में अंतर को देखते हुए अगर यह एक निश्चित मूल्य से अधिक है तो हम इसे बहुत स्पष्ट प्राथमिकता के रूप में बनाना चाहते हैं इसलिए यह वह चीज है जिसे वरीयता सीमा का उपयोग करके निर्दिष्ट किया जा सकता है इसलिए छोटे छोटे अंतर या उच्च अंतरों के योग की अनुमति देने के लिए अंक छोटे अंतर को अनदेखा करते हैं इसलिए यदि हम विकल्पों के बीच छोटे अंतरों को नजरअंदाज करना चाहते हैं और यदि हम उच्च अंतरों को अनुमति देना चाहते हैं तो इस प्रकार के थ्रेसहोल्ड उपयोगी हो सकते हैं एक अन्य स्थिति को असंभावना या अनिश्चित डेटा को संभालने के लिए हो सकता है इसलिए यदि विकल्प की कार्यक्षमता के संदर्भ में आंकड़े हो सकते हैं यदि कुछ अशुद्धता है कुछ अनिश्चितता है तो इन दो मापदंडों और अन्य मापदंडों के साथ साथ उदासीनता और वरीयता थ्रेसहोल्ड के कारण आप आसानी से दूर हो सकते हैं स्थिति की तरह तो जिस तरह से इन मापदंडों का उपयोग उन चरणों के हिस्से के रूप में किया जा रहा है हम कुछ हद तक अभेद्यता से दूर हो सकते हैं क्योंकि उदासीनता सीमा है इसलिए यदि आप दो विकल्पों के बीच थोड़ा अंतर जानते हैं तो फिर भी हम तुलना कर सकते हैं और इसलिए उन प्रकार की चीजों की अनुमति है और इसलिए हम इस विशेष तकनीक में अप्रचलित या अनिश्चित डेटा को संभाल सकते हैं एक अन्य परिदृश्य यह हो सकता है कि यदि ऑर्डिनल या अंतराल पैमाने का उपयोग करके विकल्पों का मूल्यांकन किया जाए यदि तुलना उदाहरण के लिए AHP के बारे में हमने बात की है तो पैमाने को अनुपात के पैमाने पर होना है इसलिए इसका मुख्य कारण यह है कि जिस तरह से तुलना की जाती है और जिस तरह से अंतर्निहित गणित काम करता है उसके लिए अनुपात पैमाने के उपयोग की आवश्यकता होती है तो जो विकल्प या मानदंड हैं उन्हें अनुपात पैमाने का उपयोग करके तुलना की जानी चाहिए हालाँकि ELECTRE के मामले में हम क्रमिक और अंतराल पैमाने का उपयोग कर सकते हैं यदि आप इस बारे में स्पष्ट नहीं हैं कि अनुपात स्केल ऑर्डिनल स्केल या अंतराल स्केल क्या है तो आप एनपीटीईएल पर मेरे पिछले कोर्स का उल्लेख कर सकते हैं जो कि आर का उपयोग करके बिजनेस एनालिटिक्स और डेटा माइनिंग मॉडलिंग है वहां मैंने इन पैमानों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया है अंतराल अनुपात तराजू और मैंने वहां पर कुछ उदाहरण भी दिए हैं जिन्हें आप अधिक स्पष्टता प्राप्त करने के लिए संदर्भित कर सकते हैं संक्षेप में क्रमिक पैमाने का अर्थ है जहां हम सिर्फ उस क्रम और दो विशेष तत्वों के बीच के अंतर को जानते हैं उस विशेष पैमाने पर सार्थक नहीं है अंतराल स्केल कुछ ऐसा है जहां दो तत्वों के बीच अंतर सार्थक है हालांकि पूर्ण शून्य की अवधारणा नहीं है इसलिए कुछ निश्चित संचालन की अनुमति है कुछ संचालन की अनुमति नहीं है यह सब उस पैमाने पर निर्भर करता है जिसका हम उपयोग कर रहे हैं विभिन्न प्रकार के पैमाने के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप मेरे अन्य कोर्स का उल्लेख कर सकते हैं जो आर का उपयोग करके बिजनेस एनालिटिक्स और डेटा माइनिंग मॉडलिंग है हमें आगे बढ़ाते हैं अब हम उन अलग अलग तरीकों के बारे में बात करने जा रहे हैं जो उपलब्ध हैं जो एक विशेष प्रकार की निर्णय समस्या के लिए विकसित किए गए हैं तो हम पसंद समस्याओं के साथ शुरू करेंगे इसलिए हालांकि हम पहले ही बात कर चुके हैं कि पाठ्यक्रम के परिचयात्मक भाग में पसंद की समस्या से हमारा क्या मतलब है फिर भी हम फिर से इसे ELECTRE के संदर्भ में दोहराते हैं पसंद की समस्या से हमारा मतलब है कि हम दिए गए विकल्पों में से सबसे अच्छे विकल्पों में से एक छोटे से उपसमुच्चय का चयन करने वाले हैं तो क्यों हम सबसे अच्छा विकल्प नहीं कह रहे हैं क्योंकि विचार के आगे बढ़ने वाले स्कूल के तहत हम अतुलनीय विकल्पों पर पहुंच सकते हैं कभी कभी हमें समान विकल्प मिल सकते हैं जिनकी तुलना आगे नहीं की जा सकती है इसलिए हम विकल्प के एक छोटे समूह के लिए इसे कम कर सकते हैं इसलिए यहां हम दिए गए विकल्पों में से एक सर्वोत्तम विकल्प का एक छोटा सा उप समूह चुन रहे हैं इसे हम पसंद की समस्या के रूप में संदर्भित करते हैं विशेष रूप से इस विचारशील स्कूल में अतः उप बिंदु अतुलनीय विकल्पों की संभावना को स्वीकार करने से संबंधित इस तथ्य के बारे में भी बात करता है तो इस तरह की पसंद की समस्याओं को हल करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकने वाला ELECTRE तरीकों में ELECTRE ELECTRE I है जो इसका उन्नत संस्करण है और ELECTRE वी जहां वी वीटो अवधारणा के लिए खड़ा है जिसे इस विशेष संस्करण में पेश किया गया था विधि का तो वीटो कॉन्सेप्ट से हमारा क्या मतलब है यहाँ स्लाइड में संक्षेप में कुछ विवरण दिए गए हैं यदि कोई विकल्प किसी अन्य विकल्प की तुलना में एकल मानदंड पर बुरी तरह से प्रदर्शन करता है तो विकल्प को अन्य मानदंडों पर इसके प्रदर्शन के बावजूद आउट्रैंक किया जाएगा मानदंडों के दिए गए सेट से बाहर अगर एक मानदंड के लिए भी एक विशेष विकल्प दूसरे विकल्प की तुलना में बुरी तरह से प्रदर्शन करता है तो इसे अन्य मानदंडों पर इसके प्रदर्शन के बावजूद गैर जिम्मेदार माना जाएगा इसलिए भले ही आप महसूस कर सकते हैं कि अन्य मानदंडों पर विकल्पों के प्रदर्शन की भारित राशि की भरपाई हो सकती है लेकिन हम ELECTRE विधि के तहत उस क्षतिपूर्ति प्रभाव पर विचार नहीं कर रहे हैं इस प्रकार हम इस विशेष व्याख्यान की पिछली स्लाइड्स में इसका उल्लेख करते हैं जब हमने कहा था कि एक्ट्रे विधि का लाभ यह है कि यदि आप मानदंड के बीच क्षतिपूर्ति प्रभाव से बचना चाहते हैं तो यह तरीका है और यही बात है वीटो की अवधारणा के माध्यम से संकेत दिया जा रहा है इसलिए यहां तक कि अगर कोई विकल्प किसी एकल मानदंड पर बुरी तरह से प्रदर्शन करता है तो इसे आउटक्रेन्ड माना जाएगा और इसलिए अन्य मानदंडों पर इसका प्रदर्शन एक एकल मानदंड पर इसके खराब प्रदर्शन की भरपाई करने वाला नहीं है तो यह ELECTRE Iv विधि है फिर अगला एक इस पद्धति का संस्करण है इसलिए यहां s वास्तव में छद्म मानदंड के लिए खड़ा है इसलिए छद्म मानदंड से हमारा क्या मतलब है कुछ संकेत यहां दिए गए हैं सबसे पहले यदि किसी निर्णय निर्माता के पास एक मानदंड के संबंध में दो विकल्पों के बीच वरीयता नहीं है तो हम विधि के इस विशेष संस्करण का उपयोग कर सकते हैं दूसरा यदि उनके प्रदर्शन का अंतर उदासीनता सीमा से छोटा है तो इस पद्धति का भी उपयोग किया जा सकता है अंत में एक और परिदृश्य जहां इस पद्धति का उपयोग किया जा सकता है यदि उनके प्रदर्शन में अंतर वरीयता सीमा से अधिक है तो अब हम उन ELECTRE तरीकों के बारे में बात करते हैं जो रैंकिंग समस्याओं के लिए उपयुक्त हैं अब हमें रैंकिंग समस्याओं से क्या मतलब है इसलिए कुछ ऐसा जो हमने पहले ही पाठ्यक्रम के परिचयात्मक भाग में चर्चा कर चुका है आइए हम इसे फिर से समझते हैं तो इसका अर्थ है विकल्पों के एक सेट पर एक आंशिक वरीयता क्रम का उत्पादन करना क्योंकि यह रैंकिंग के बारे में है इसलिए हमें किसी प्रकार की वरीयता देने की आवश्यकता है लेकिन वरीयता पूरी नहीं हो सकती है इसलिए यह विचार के आगे बढ़ने वाले स्कूल के साथ भी एक विशेष मुद्दा है कुछ ऐसा है जिसके बारे में हमने पाठ्यक्रम के परिचयात्मक भाग में बात की है कि हमें पूरी रैंकिंग नहीं मिल सकती है और इसलिए यहां एक ही चीज़ इंगित की गई है जो कि आंशिक उत्पादन करने के लिए है विकल्पों के एक सेट पर वरीयता क्रम तो फिर से इस रैंकिंग की समस्या को परिभाषित करने का यह विशेष तरीका ELECTRE के संदर्भ में भी अतुलनीय विकल्पों की संभावना को स्वीकार कर रहा है तो जैसे हमने पहले चर्चा की थी अतुलनीय विकल्प हो सकते हैं और पूरी रैंकिंग का उत्पादन नहीं किया जा सकता है इसलिए हम कह रहे हैं कि इस वरीयता पद्धति में आंशिक वरीयता क्रम और कोई अंक नहीं दिए गए हैं तो अलग अलग चुनाव विधि क्या हैं जिनका उपयोग रैंकिंग समस्या के लिए किया जा सकता है पहला एक दूसरा है आप पिछली स्लाइड में देख सकते हैं कि ELECTRE I पसंद की समस्या के लिए था और ELECTRE II रैंकिंग समस्या के लिए है उसके बाद ELECTRE III और ELECTRE IV रैंकिंग समस्याओं के लिए भी हैं हालाँकि कुछ नई अवधारणाओं को ELECTRE III और IV में पेश किया गया था तो आइए हम उनके बारे में संक्षेप में बात करते हैं तो समस्याओं की रैंकिंग के लिए सबसे लोकप्रिय माना जाता है जो दो प्रायर III में दो अवधारणाओं को पेश किया गया था एक छद्म मानदंड है जिसके बारे में हमने पसंद की समस्या के संदर्भ में बात की थी और दूसरा एक डिग्री से बढ़कर है इसलिए समस्याओं की रैंकिंग के लिए ELECTRE विधि का पिछला संस्करण यह एक द्विआधारी अभिगामी संबंध उत्पन्न करता था हालाँकि ELECTRE III संस्करण में हमने आउटग्रेडिंग डिग्री का उत्पादन किया इसलिए हम इस बारे में बात करेंगे कि आने वाले व्याख्यानों में डिग्री को आगे बढ़ाने से हमारा क्या मतलब है इसलिए जब हम अधिक विस्तार से विधि III की चर्चा करते हैं तो हम इन विशेष अवधारणाओं के बारे में भी बात करेंगे यदि हम समस्याओं के रैंकिंग के लिए ELECTRE IV के अगले संस्करण के बारे में बात करते हैं तो इस विशेष संस्करण में सापेक्ष महत्व मानदंड की आवश्यकता नहीं है तो इस विशेष संस्करण में आप मानदंड के सापेक्ष महत्व से भी बच सकते हैं तो ऐसी स्थितियों में जहां हमारे पास अनिश्चित या अनिश्चित डेटा है फिर भी ELECTRE विधि का उपयोग किया जा सकता है इसी तरह की बात को यहां उन मानदंडों के संदर्भ में इंगित किया गया है जहां ELECTRE IV के लिए सापेक्ष महत्व की आवश्यकता नहीं है अब हम एक अन्य प्रकार की समस्याओं के लिए ELECTRE विधियों के बारे में बात करते हैं जो निर्णय समस्याओं को हल कर रही हैं तो समस्याओं को हल करने से हमारा क्या मतलब है आमतौर पर समस्याओं को हल करने से हमारा तात्पर्य यह है कि स्वतंत्र रूप से एक या कई पूर्वनिर्धारित श्रेणियों में विकल्पों का एक सेट असाइन करें विकल्पों के एक सेट को देखते हुए हम उन विकल्पों में से प्रत्येक को श्रेणियों के एक पूर्वनिर्धारित सेट में असाइन करना चाहते हैं जो कि हम पर्यवेक्षित वर्गीकरण पद्धति में जो करते हैं उसके समान है यदि आप यह समझना चाहते हैं कि पर्यवेक्षित वर्गीकरण पद्धति से हमारा क्या अभिप्राय है तो आप फिर से बिजनेस एनालिटिक्स एंड डेटा माइनिंग मॉडलिंग पर R का उपयोग करके मेरे पाठ्यक्रम का उल्लेख कर सकते हैं इसलिए पर्यवेक्षित वर्गीकरण पद्धति में आम तौर पर हमारे पास निर्भर चर और स्वतंत्र चर होते हैं इसके अलावा आश्रित चर एक श्रेणीगत या आप नाममात्र या क्रमिक चर होने जा रहा है और इसमें कई श्रेणियां या कक्षाएं होंगी और हम उन श्रेणियों में से एक में रिकॉर्ड वर्गीकृत करना चाहेंगे तो जो तकनीकें उपलब्ध हैं और जिनका उपयोग इस तरह के वर्गीकरण को करने के लिए किया जा सकता है वे पर्यवेक्षित शिक्षण विधियों की श्रेणी में आते हैं जब हम समस्याओं को सुलझाने के लिए कहते हैं कि हम स्वतंत्र रूप से पूर्वनिर्धारित श्रेणियों में विकल्पों का एक सेट असाइन करने जा रहे हैं तो यह परिदृश्य बहुत कुछ वैसा ही है जैसा हम पर्यवेक्षित वर्गीकरण में करते हैं हालांकि श्रेणियों के बीच एक वरीयता संबंध उत्पन्न होता है इसलिए यह पर्यवेक्षित वर्गीकरण से थोड़ा अलग है ELECTRE विधियाँ जो वास्तव में छँटाई निर्णय समस्याओं को हल करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं ELECTRE Tri को ELECTRE Tri B और ELECTRE Tri C भी कहा जाता है तो ये ऐसी विधियाँ हैं जिनका उपयोग किया जा सकता है तो हमारे इनपुट तकनीक को लागू करने के लिए निर्णयकर्ताओं से हमें क्या इनपुट चाहिए यहां कुछ चीजों पर चर्चा की गई है इस व्याख्यान की पहली स्लाइड में याद रखें कि हमने इस बारे में बात की थी कि निर्णय लेने वालों द्वारा निर्दिष्ट करने के लिए आवश्यक तकनीकी मापदंडों की संख्या के कारण ELECTRE विधि को अपेक्षाकृत जटिल विधि माना जाता है तो अब हम यहां उन कुछ पहलुओं के बारे में बात करने जा रहे हैं ELECTRE में हमें विभिन्न तकनीकी मानकों को निर्दिष्ट करने के लिए निर्णय निर्माताओं की आवश्यकता होती है इसलिए ELECTRE विधियों की प्रक्रिया और परिणाम को स्पष्ट करना और औचित्य करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि यदि मापदंडों को चरणों या प्रक्रियाओं या एल्गोरिथ्म की एक श्रृंखला के परिणामस्वरूप उत्पन्न किया जाता है तो लोग आसानी से समझ सकते हैं कि ये पैरामीटर कैसे निकाले जा रहे हैं या कटौती की जा रही है हालाँकि क्योंकि ये तकनीकी पैरामीटर निर्णय निर्माताओं द्वारा निर्दिष्ट किए जा रहे हैं इसलिए हम आम तौर पर इन मापदंडों को निर्दिष्ट करते हुए निर्णय निर्माताओं की धारणाओं पर निर्भर करते हैं इसलिए ELECTRE प्रक्रिया और परिणामों की व्याख्या करना कठिन हो जाता है और औचित्य भी थोड़ा कठिन हो जाता है चूंकि निर्दिष्ट करने के लिए कई तकनीकी पैरामीटर हैं इसलिए कुछ शोधकर्ताओं ने स्वचालित एपिलेशन विधियों को विकसित किया है जो इन मापदंडों को निर्दिष्ट करने के लिए उपयोग किया जा सकता है स्वत स्खलन में क्या होता है निर्णय निर्माताओं को विकल्पों की एक स्पष्ट रैंकिंग प्रदान करने के लिए कहा जाता है विकल्पों की उनकी धारणा के आधार पर मापदंड वज़न और थ्रेसहोल्ड इस रैंकिंग से अनुमानित हैं इसलिए इससे पहले कि हम एक रैंकिंग या विकल्प का उपयोग कर सकते हैं का चयन करें हम निर्णय निर्माताओं से विकल्पों के बीच उनकी स्पष्ट रैंकिंग प्रदान करने के लिए कहते हैं और फिर मापदंड वेट और थ्रेसहोल्ड का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है यह हम स्वचालित elicitation प्रक्रिया में करते हैं अब इस दृष्टिकोण के साथ समस्या क्या है समस्या यह है कि निर्णय निर्माता की विसंगतियां या विरोधाभास वास्तव में निर्णय के पुनर्मूल्यांकन का कारण बन सकते हैं जैसा कि हमने सामान्य ज्ञान में निर्णय लेने के साथ एक समस्या के बारे में बात की थी कि मनुष्य अक्सर असंगत होता है जैसे हमने आईपीएल क्रिकेट के उदाहरण के बारे में बात की है जहां टेबल के शीर्ष पर बैठी एक टीम टेबल के निचले हिस्से में बैठी टीम से हार सकती है ताकि किसी भी प्रयास में उस तरह की असंगति हमेशा बनी रहे जिसमें मूल रूप से मनुष्य शामिल है इसी तरह निर्णय लेने वाले अपने स्वयं की विसंगतियां या विरोधाभास हो सकते हैं और इसलिए वे कुछ वरीयताओं पर वापस जा सकते हैं जो उन्होंने पहले दी हो सकती हैं जिसके परिणामस्वरूप निर्णय का पुनर्मूल्यांकन हो सकता है अब हम रैंकिंग के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली इलेक्ट्रा पद्धति पर अपनी चर्चा शुरू करने जा रहे हैं जो कि इलेक्ट्री III है तो वास्तव में कैसे III की अवधारणा है दो चरण हैं जो कि इलेक्ट्रिस III तकनीक को लागू करने के लिए उपयोग किए जाते हैं आइए हम इन दो चरणों के बारे में बात करते हैं पहला विशेष चरण विकल्पों के बीच संबंधों को आगे बढ़ाने के निर्माण के बारे में बात करता है संबंध विच्छेद से हमारा क्या मतलब है हम बाद में चर्चा करने जा रहे हैं पहला चरण इन वैकल्पिक संबंधों के बीच संबंधों के निर्माण के बारे में है आवर्ती संबंध के निर्माण के लिए हम निर्णय निर्माताओं से इनपुट लेते हैं इसलिए निर्णय निर्माता से इनपुट आम तौर पर पहले चरण में ही लिया जाता है और उसके आधार पर इन आवर्ती संबंधों का निर्माण किया जाता है फिर दूसरे चरण में बाहर निकलने वाले संबंधों का उपयोग करके वरीयता क्रम का उत्पादन किया जाता है इसलिए पहले चरण में हमने जो भी संबंध बनाए हैं वे बाद में दूसरे चरण में शोषित हैं और एक वरीयता क्रम का उत्पादन किया जाता है इस चुनाव III पद्धति का एक अन्य पहलू मापदंड के बीच क्षतिपूर्ति प्रभाव से बचने के लिए है तो संबंधित बिंदु का उल्लेख यहां किया गया है कि सामान्य तौर पर सभी मानदंडों की वरीयता दिशाओं को बढ़ाने के लिए लिया जाता है इसलिए जब हम एएचपी में मानदंड की तुलनात्मक रूप से तुलना करते हैं तो किसी प्रकार का मुआवजा मिलने वाला है यानी किसी प्रकार का व्यापार बंद होने वाला है हालांकि चूंकि सामान्य रूप से वरीयता दिशा आपको बढ़ रही है इसलिए हम वास्तव में उस क्षतिपूर्ति प्रभाव या व्यापार से दूर रह सकते हैं तो इसका मतलब यह है कि जब हम कहते हैं कि सभी मानदंडों की वरीयता दिशाएं सामान्य रूप से बढ़ती जा रही हैं तो वास्तव में हम सभी मानदंडों को अधिकतम करने के लिए देख रहे हैं अब हम आवर्ती संबंध के बारे में बात करते हैं यह पहले चरण में है जैसा कि मैंने पहले चरण में कहा था हम आम तौर पर अपमानजनक संबंध का निर्माण करते हैं इसलिए हम इसके बारे में बात करते हैं यदि हम एक आउट्रॉन्क्स बी कहते हैं तो यह एक विशिष्ट दावा है जो हम इलेक्ट्री में बनाते हैं कि एक outranking बी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 हमारा मतलब यह है कि पर्याप्त तर्क हैं यह मानने के लिए पर्याप्त औचित्य है कि विकल्प कम से कम उतना ही अच्छा है जितना कि वैकल्पिक विकल्प बी और इस विशेष दावे का खंडन करने के लिए कोई आवश्यक कारण नहीं हैं अर्थात् एक outranking बी इसलिए इसे फिर से दोहराने के लिए जब हम कहते हैं कि एक आउट्रान b को a S b द्वारा निरूपित किया जाता है तो हमारा मतलब यह है कि हमारे पास समर्थन करने के लिए तर्क और तर्क हैं कि a कम से कम b जितना अच्छा है और वहाँ इसका कोई कारण नहीं है इसलिए यदि ऐसा है तो हम कहते हैं कि एक outranking बी फिर आगे बढ़ने वाले संबंध का एक और पहलू है जिसे outranking relation कहा जाता है तो डिग्री से आगे निकलने का क्या मतलब है यह विकल्प के बीच संबंधों को आगे बढ़ाने के हमारे निर्माण का एक महत्वपूर्ण पहलू है इसलिए विकल्प ए और बी के बीच हम इस outranking relation की गणना करने वाले हैं और इस outranking relation का उपयोग वास्तव में आउट्रैकिंग संबंध पर जोर देने की ताकत को मापने या मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है यदि हम कहते हैं कि एक प्रकोप b और एक मुखर संबंध के रूप में उस दावे को बनाते हैं तो हम इस सिद्धांत की ताकत को कैसे मापते हैं उसके लिए हमें आगे की डिग्री की गणना करने की आवश्यकता है इस विशेष रूप से आकर्षक डिग्री को एस ए बी के रूप में दर्शाया गया है क्योंकि यह एक माप है एक मूल्य होने जा रहा है और यह मान आमतौर पर शून्य और एक के बीच होता है यदि मान एक के करीब है तो यह एक मजबूत दावे को इंगित करता है यदि मूल्य शून्य के करीब है तो निश्चित रूप से यह एक कमजोर जोर देने वाला है इसलिए इस चर्चा के साथ हम यहां रुकना चाहेंगे और अगले व्याख्यान में हम ELECTRE पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे धन्यवाद